अभिवादन और OBE पर मॉड्यूल 1 की इकाई 16 में आपका स्वागत है हम कोर्स आउटकम पर अपनी प्रस्तुति जारी रखते हैं OBE या आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य पहले एक कोर्स आउटकम को लिखना है हम उन कोर्स आउटकम्स को लिखने की एक विधि प्रस्तुत कर रहे हैं पिछली इकाई में हमने कोर्स आउटकम कथनों की संरचना को समझा और चार तत्वों के संदर्भ में इसका मतलब है एक कोर्स आउटकम कथन में 4 तत्व होने चाहिए जिनमें से दो ऐच्छिक हों पहला तत्व एक्शन है दूसरा तत्व नॉलेज है जिस पर कॉग्निटिव क्रिया करनी होती है और जिन कंडीशन में यह कॉग्निटिव क्रिया करनी होती है उन्हें कंडीशन के एक समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है क्राइटेरिया के संदर्भ में प्रदर्शन की स्वीकृति को परिभाषित किया गया है लेकिन कंडीशन और क्राइटेरिया वास्तव में ऐच्छिक तत्व हैं जो वे चिन्हस्थिति के आधार पर मौजूद हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं अनिवार्य रूप से कोर्स आउटकम कथनों में चार तत्व होते हैं एक्शन और नॉलेज अनिवार्य कंडीशन और क्राइटेरिया ऐच्छिक है वर्तमान इकाई में जो भी हम कोर्स आउटकम के रूप में लिखते हैं हम उनकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करना चाहते हैं हम यह कैसे करे बेशक विषयों की सामग्री या सूची को देखकर आप कुछ आउटकम लिख सकते हैं बजाय इसे जोखिम के साथ लिखने के हम कैसे सुनिश्चित करें कि लिखे गए आउटकम की गुणवत्ता है और कोर्स आउटकम की प्रासंगिकता भी है अब पहली बात यह है कि एक कोर्स के लिए हमें कितने कोर्स आउटकम चाहिए लोगों ने यहां तक कहा कि एक कथन पाठ्यक्रम का उद्देश्य लिखना पर्याप्त से अधिक है लेकिन कुछ लोग उनमें से बहुत से लिखना चाहते हैं इष्टतम संख्या क्या है हम इसके लिए एक तर्क प्रस्तावित करते हैं बहुत कम संख्या में CO पर्याप्त विस्तार से पाठ्यक्रम पर कब्जा नहीं करते हैं और बहुत अच्छी तरह से डिजाइन के साथ निर्देश नहीं दे सकते हैं यह याद रखना चाहिए कि हम CO लगभग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें लिखना आवश्यक है पहली बात यह है कि हमें यह भी दिखाना होगा कि हम इन कोर्स आउटकम को प्राप्त कर रहे हैं और कोर्स आउटकम के माध्यम से हम प्रोग्राम स्तर के आउटकम को भी प्राप्त कर रहे हैं अन्य एक आउटकम स्टेटमेंट है जो आपके निर्देश आपके पूरे सेमेस्टर की योजना बनाने का एक शानदार तरीका पेश करता है आप चीजों को कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं किस तरह से आप चाहते हैं कि छात्र विभिन्न गतिविधियों में भाग लें ताकि अंतिम शिक्षण वास्तव में गुणवत्ता हो जिसे हम इंस्ट्रक्शन डिजाइन कहते हैं कोर्स आउटकम स्टेटमेंट वे इंस्ट्रक्शन डिजाइन के उद्देश्य की सेवा करते हैं जिसका हम दूसरे मॉड्यूल में ही अन्वेषण करेंगे यदि आप पर्याप्त संख्या में कोर्स आउटकम नहीं लिखते हैं तो यह वास्तव में उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है मोटे तौर पर पाठ्यक्रम का उद्देश्य लिखना इसका ज्यादा मतलब नहीं है बहुत सारे CO भी अच्छे नहीं हैं अगर हमारे पास बहुत COs हैं तो एसेसमेंट डिजाइन और प्राप्ति की गणना से संबंधित प्रक्रियाएं गड़बड़ और मुहताज बनने लगेंगी तो संख्या क्या होनी चाहिए हम 3 0 0 या 3 1 0 या यहां तक कि 3 0 1 का एक कोर्स लेते हैं जहां प्रयोगशाला पाठ्यक्रम का हिस्सा है उनके पास लगभग 6 कोर्स आउटकम होने चाहिए 6 का मतलब होगा 6 प्लस या माइनस 1 या 2 व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि यह 6 से 8 के बीच होना चाहिए बेशक कुछ भी नहीं होता है यदि आप एक अतिरिक्त या 1 कम लिखते हैं जब तक आप खुद को समझा सकते हैं कि आपने उस विशेष पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो आपने लिखा है उसका सार आपके द्वारा लिखे गए आउटकम में संतोषजनक रूप से अधिकृत किया गया हैI यह न केवल शिक्षकों के दृष्टिकोण से छात्र को बहुत स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होना चाहिए की कोर्स आउटकम को पढ़कर उनसे क्या सीखने की उम्मीद हैI यह बहुत जटिल नहीं होना चाहिए यह अस्पष्ट और निराकार नहीं होना चाहिए जहां छात्र उस चीज के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है जो उससे सीखने की उम्मीद है तो इस दृष्टिकोण से लगभग 6 कोर्स आउटकम इष्टतम है यदि कोई कोर्स अलग अलग क्रेडिट रखता है उदाहरण के लिए सामान्य कार्यक्रमों में आपके पास 5 0 1 या 4 0 2 जैसे कोर्स भी हो सकते हैं UGC की आवश्यकताओं के अनुसार तो विभिन्न प्रकार के क्रेडिट रखने वाले पाठ्यक्रमों के CO की संख्या में उपयुक्त परिवर्तन किया जा सकता हैI उदाहरण के लिए यदि आपके पास 5 1 0 जैसा कुछ है तो आपके पास 10 कोर्स आउटकम भी लिखे जा सकते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम का दायरा 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम से बहुत अधिक है आवश्यकताओं में से एक यह है कि मुझे यह मापने में सक्षम होना चाहिए कि छात्रों ने इस कोर्स आउटकम को किस हद तक प्राप्त किया है क्योंकि हम केवल आउटकम को लिखकर वहीं तक छोड़ना नहीं चाहते हैं और आम तौर पर यह सममेटिव एसेसमेंट के माध्यम से किया जाता है हम छात्र द्वारा सीखने की सीमा को मापते हैंI और हम ऐसा कैसे करते हैं हमारे अधिकांश कॉलेजों में मानक प्रक्रियाएँ हैं जहाँ आपके पास कुछ क्लास टेस्ट या मध्य सेमेस्टर परीक्षाएँ मध्य सेमेस्टर टेस्ट हैं आपके पास 1 2 या 3 हो सकते हैं और कभी कभी आपके पास कुछ असाइनमेंट भी हो सकते हैं जिनमें कुछ अंक भी होते हैं इसलिए इन वस्तुओं का पूरा संग्रह है कभी कभी असाइनमेंट में समस्या को हल करना शामिल होता है असाइनमेंट में छात्र को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है 2 पेज 3 पेज रिपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट जो पाठ्यक्रम की प्रकृति पर निर्भर करता है और फिर आपके पास अंतिम सेमेस्टर परीक्षा है विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा एक केंद्रीय स्थान से डिज़ाइन और संचालित की जाती है अर्थात विश्वविद्यालय से ही एक स्वायत्त संस्थान में सेमेस्टर के अंत में सममेटिव एसेसमेंट प्रशिक्षक द्वारा डिज़ाइन किया जाना चाहिए शायद किसी समिति या कुछ बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा देखा जाए सममेटिव एसेसमेंट में CIE कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन शामिल हैं यह वह शब्द है जिसका उपयोग UGC और SE सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन के तहत दिए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में किया जाता है इन दोनों को अलग अलग महत्व दिया गया है लेकिन इन दोनों को सममेटिव एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जहां भी प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और छात्र द्वारा प्राप्त अंकों या ग्रेड को अंतिम अंकों या ग्रेड में जोड़ा जाता है उन्हें सममेटिव एसेसमेंट कहा जाता है हम जो सुझाव देते हैं वह यह है कि कोर्स आउटकम की प्राप्ति को मापने के लिए हमें किसी अन्य प्रकार के साधन के लिए नहीं कहा जाना चाहिए यह काम नहीं करेगा क्योंकि इसका अर्थ होगा मूल्यांकन कार्य और प्रलेखन कार्य अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता के बिना सामान्य रूप से पालन किए जाने वाले मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से CO की प्राप्ति निर्धारित करना संभव होना चाहिए जो भी तंत्र वर्तमान में उन तंत्रों के माध्यम से संचालित होते हैं केवल हमें कोर्स आउटकम को मापने में सक्षम होना चाहिए एक और मुद्दा है अब तक की प्रथाओं के कारण अधिकांश विश्वविद्यालयों में इकाइयों के एक समूह के रूप में पाठ्यक्रम के सिलेबस को तोड़ने या प्रस्तुत करने की आदत है और ये इकाइयाँ 5 या 6 या 4 हो सकती हैं और आम तौर पर इन इकाइयों के साथ समान संख्या में व्याख्यान जुड़े होते हैं यह इकाई संरचना अकादमिक रूप से बिना किसी परिणाम के है इसकी प्रशासनिक उपयुक्तता है जो कहीं न कहीं परीक्षा से संबंधित है पहला परीक्षण केवल इकाई 1 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या अंतिम परीक्षा में जब आप तैयारी करते हैं तो 4 इकाइयों से अंकों का समान वितरण होना चाहिए इसलिए यह पाठ्यक्रम को देखने का एक प्रशासनिक तरीका है जब आप कोर्स आउटकम्स पर आते हैं तो कुछ लोग एक पद ले सकते हैं की हमें 1 इकाई के लिए एक आउटकम लिखने दें आप उस पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं लेकिन आप उसे कानून भी नहीं बना सकते सच पूछिये तो एक कोर्स की इकाइयों और कोर्स आउटकम्स के बीच 1 से 1 समानता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अकादमिक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है एक इकाई को 1 से अधिक CO द्वारा संबोधित किया जा सकता है या यदि आवश्यक हो तो CO 1 से अधिक इकाइयों के विषयों को संबोधित कर सकता है इसलिए पाठ्यक्रम की इकाइयों और कोर्स आउटकम्स विवरणों के बीच कोई समानता की आवश्यकता नहीं है मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सिलेबस का इकाईकरण परिणाम आधारित शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशंसित नहीं है जब आप अपना कोर्स आउटकम लिखते हैं तो डूस do's और डॉनट् don't क्या हैं पहली बात यह है कि केवल एक कार्रवाई क्रिया का उपयोग करें जैसा कि पहले की इकाई में कहा गया है कभी कभार 2 कार्रवाई क्रियाएं हो सकती हैं लेकिन उन्हें नियमित होने के बजाय अपवाद होना चाहिए दो क्रियाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए केवल दो CO को 1 में संयोजित करने के लिए क्योंकि बहुत से CO लिखे गए हैं जैसा कि पहले कहा गया है सामान्य प्रणाली मान लें पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को सक्षम होना चाहिए और फिर एक क्रिया के साथ कोर्स आउटकम के अपने कथन को शुरू करें ज्ञान तत्वों के संबंध में जैसे अलग विभिन्न वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए सभी संबंधित ज्ञान तत्वों की गणना करें शिक्षकों के रूप में हम काफी अभ्यस्त हैं हम विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे आदि एक कोर्स के पहलुओं और इसी तरह और जब आप जैसे कहते हैं इसका मतलब है सूची पूरी नहीं है जबकि शिक्षक इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि जैसे क्या दर्शाता है जब आप एक कागज़ पर लिखते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं छात्र यह नहीं जानता कि आप किन अन्य तत्वों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं यही कारण है कि आपको आउटकम कथन लिखने में इन शब्दों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और सभी प्रासंगिक ज्ञान तत्वों की गणना करनी चाहिए कोई कह सकता है कि ओह यह सूची बहुत लंबी हो सकती है लेकिन हमने पाया कि हमारे अनुभव में तत्वों की संख्या कभी 5 या 6 से अधिक नहीं हो सकती है बस उन 5 या 6 तत्वों को सूचीबद्ध करें सामान्य रूप से यह 2 या 3 हो सकता है अब इस CO स्टेटमेंट को यथासंभव और मापने योग्य बनाने के लिए प्रयास करें कथन लिखने के बाद आपको फिर से पढ़ना और लिखना चाहिए जब तक कि आप यह सुनिश्चित न कर लें कि यह वास्तव में औसत दर्जे का है और यह भी विस्तृत है जब एक शिक्षार्थी उस कथन को देख रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या है जो वह करने में सक्षम होना चाहिए इसे बहुत निराकार या बहुत विशिष्ट मत बनाओ बहुत विशिष्ट अर्थ होगा CO कथन ऐसा लग सकता है परीक्षा परीक्षा के प्रश्न गणना करें यह लगभग एक प्रश्न की तरह दिखता है जो आप परीक्षा में पूछ रहे हैं यदि यह बहुत निराकार है तो भी यह बहुत अधिक संवाद नहीं करता है इसलिए ये डूस do's और डॉनट् don't हैं जिन्हें कोर्स आउटकम लिखते समय पालन करना चाहिए ऐसा लग सकता है कि हम बहुत उपद्रव क्यों कर रहे हैं पूरा उद्देश्य शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या है जो उसे सीखना चाहिए और यही कारण है कि किसी को अधिक समय बिताना पड़ता है या अच्छे कोर्स आउटकम के कथन लिखने के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार इसकी समीक्षा करेI डूस do's और डॉनट् don't के अलावा हमारे पास एक जांच सूची भी है जांच सूची का अर्थ होगा यह कथन लिखने के बाद इन 5 कथनों को पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप आवश्यकता को पूरा करते हैं क्या CO एक कार्रवाई क्रिया के साथ शुरू होता है अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि यह CO कथन नहीं है किस प्रकार की कार्रवाई क्रियाओं का उपयोग करते हैं वे 6 कॉग्निटिव स्तरों में से किसी से भी हो सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही आपके कई कार्रवाई क्रिया को वर्णन अवस्था परिभाषित व्याख्या गणना पहचान चयन डिज़ाइन आदि को विभिन्न कॉग्निटिव स्तरों से प्रस्तुत किया है क्या CO को शिक्षक के प्रदर्शन या विषय के आवरण के बजाय छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में कहा गया है CO को केवल उन विषयों को सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए जिन्हें आवरण करने की आवश्यकता है न ही शिक्षक क्या करना चाहता है यह छात्र के प्रदर्शन के मामले से होना चाहिए आपको हमेशा प्रारंभिक मूलशब्द को याद रखना चाहिए छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए क्या इस CO को सीखने की प्रक्रिया के बजाय सीखने के उत्पाद के रूप में कहा जा रहा है यह एक सामान्य गलती है कई बार शिक्षक पहले प्रक्रिया लिखते हैं और फिर कभी कभी उत्पाद कभी कभी वे उत्पाद को भूल भी सकते हैं उदाहरण आपको इन सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए यह प्रक्रिया बन जाती है लेकिन वास्तव में छात्र क्या करने में सक्षम होना चाहिए तो CO का पहला हिस्सा सीखने का उत्पाद होना चाहिए और फिर यदि आप चाहें तो आप सीखने की प्रक्रिया कह सकते हैं जिसका अनुवाद उस शर्त के रूप में किया जा सकता है जिसके तहत सीखने के उत्पाद का उत्पादन किया जाना है और यह डूस do's और डॉनट् don't का भी हिस्सा है क्या CO सामान्यता का उचित स्तर और अन्य CO से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है यह भी संभव है कि 2 CO अपने दायरे में थोड़ा अतिव्याप्त कर सकते हैं जिससे बचा जाना चाहिए इतना ही नहीं यह सामान्यता के उचित स्तर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए इसका मतलब है यह बहुत निराकार नहीं होना चाहिए और यह बहुत विशिष्ट नहीं होना चाहिए और अगली बात यह है कि CO पहले प्राप्य है उदाहरण के लिए विशेष रूप से CO या तो छात्रों की पृष्ठभूमि के कारण प्राप्य नहीं हो सकते हैं या उनके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं उनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं और न ही समय उपलब्ध है और इत्यादि तो क्या हो सकता है अगर आप बस किसी वेबसाइट को देखते हैं और एक दिलचस्प CO ढूंढते हैं जो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो यह इन सभी स्थितियों के कारण प्राप्य नहीं हो सकता है इसलिए ऐसे CO को लिखने का कोई मतलब नहीं है यह सिर्फ अच्छा है और सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है यह एक जांच सूची है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसरण करने की आवश्यकता है कि आप अच्छे कोर्स आउटकम स्टेटमेंट लिखने में सक्षम हैं हम एक आउटकम स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है यह जानने के लिए लगभग 30 सेकंड का समय लें आप आउटकम स्टेटमेंट के बारे में सोचिए और यदि आप त्रुटि को खोजने में सक्षम हैं तो ठीक है अन्यथा हम यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उसमें क्या त्रुटि है आपके पास इस बात पर विचार करने के लिए लगभग 10 CO स्टेटमेंट होंगे जिनमें से कुछ में डूस do's और डॉनट् don't का ठीक से पालन नहीं किया गया है या जांच सूची में आइटम को संतुष्ट नहीं किया गया है तो हम एक कथन से शुरू करते हैं छात्र प्रयोग करेंगे यह एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है जिसे शिक्षार्थियों द्वारा CO की प्राप्ति की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है लेकिन वे स्वयं CO नहीं हैं इसलिए यह एक आउटकम कथन के बजाय एक प्रक्रिया कथन है अगला कथन मेंडेल के नियम लिंकेज का सिद्धांत उत्परिवर्तन सिद्धांत और गुणसूत्र सिद्धांत हैं COs यहां आम तौर पर योग्यता या व्यवहार हैं जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है लेकिन अवधारणाओं के लिए छात्रों में आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है जबकि इस तरह के परिवर्तन होने की आवश्यकता है उन्हें खुद को सीधे मापा नहीं जा सकता उदाहरण के लिए इस तथ्य को कि उन्हें इन कानूनों की अवधारणाओं को समझना है प्रदर्शन योग्य होना चाहिए इसलिए स्टेटमेंट को किसी ऐसी चीज के लिए संशोधित किया जाना चाहिए जो प्रदर्शन योग्य या औसत दर्जे का हो इसलिए यह CO नहीं है क्योंकि यह आंतरिक परिवर्तन है और इसे मापा नहीं जा सकता है अगला एक टेस्ट क्रॉस अनुपात का उपयोग करके आनुवंशिक मानचित्र है सबसे पहले कोई कार्रवाई क्रिया नहीं है यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह क्या है जिसका आप मूल्यांकन कर रहे हैं प्राप्ति स्तर निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं अनिवार्य रूप से यह CO के रूप में प्रस्तुत किया गया है लेकिन यह सिलेबस का एक विषय है और यह आम तौर पर एक त्रुटि है जो कोर्स आउटकम्स को लिखने पर कई पहली बार संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिबद्ध है समस्याओं के समाधान खोजने के लिए समस्या समाधान तकनीकों को लागू करें यह एक CO नहीं है जो यहां सिर्फ काम प्रस्तुति के रूप में लिखा गया है जो सभी कथन हम प्रस्तुत कर रहे हैं वास्तव में कुछ कार्यशालाओं में कुछ संकाय सदस्यों द्वारा लिखे गए थे जिसमें हमने भाग लिया था "समस्याओं के समाधान खोजने के लिए समस्या समाधान तकनीकों को लागू करना" बहुत सामान्य है और हमें यह भी पता नहीं है कि यह किस तरह का कोर्स लागू है और आप कैसे मापते हैं यह बहुत सामान्य है और मूल्यांकन का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है समय की आवश्यकता के रूप में विषय की जटिलता और पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और इसे संरक्षण देने के लिए गुंजाईश जटिलता और आवश्यकताओं के लिए एक प्रशंसा है सबसे पहले कथन के 2 भाग हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्रशंसा एक भाग है और दूसरा भाग आपके पास एक सकारात्मक दृष्टिकोण है यहां तक कि अगर आप एक "है" कार्रवाई क्रिया के रूप में मानते हैं तो सबसे पहले 2 कार्रवाई क्रियाएं हैं फिर प्रशंसा और सकारात्मक दृष्टिकोण एक बार फिर आंतरिक परिवर्तन हैं और वे सीधे औसत दर्जे का नहीं हैं उन्नत छवि संपीड़न तकनीकों की एक किस्म का अध्ययन करें अध्ययन एक स्वीकार्य कार्रवाई क्रिया नहीं है केवल अध्ययन से हम नहीं जानते कि छात्र ने वास्तव में क्या हासिल किया है और वह पाठ्यक्रम के अंत में क्या प्रदर्शन करने में सक्षम है सबसे पहले ये उन्नत छवि संपीड़न तकनीक क्या हैं क्या आपके पास एक सूची है उनकी गणना की जानी चाहिए और उन चीजों के साथ क्या करना चाहते हैं अच्छी तरह से समझें कि वे तकनीक या वे क्या करते हैं या आप वास्तव में उन्नत संपीड़न तकनीक करते हैं CO कथन से स्पष्ट नहीं हैं विकासशील अनुप्रयोगों का व्यावहारिक अनुभव करना है जो QGIS जैसे मानक पैकेजों का उपयोग करते हैं एक बार फिर यह गैर विशिष्ट सीखने की गतिविधि का वर्णन करता है लेकिन एक सीखने वाला उत्पाद नहीं जिसे मापा जा सकता है व्यावहारिक अनुभव करना है सिर्फ यह आप कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अनुप्रयोगों के विकास का अनुभव क्या अनुप्रयोग उस के विनिर्देश क्या हैं यहां से कुछ भी बहुत स्पष्ट नहीं है चट्टानों में जोड़ों और उनका मूल वर्गीकरण और भूवैज्ञानिक महत्व का विचार होना सबसे पहले कोई कार्रवाई क्रिया नहीं है जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है "होना" एक आंतरिक परिवर्तन है और एक यथार्थवादी CO नहीं है सेल झिल्ली की संरचना और जैवविद्युत गुणों का परिचय यह शिक्षक केंद्रित है जो संरचना और जैवविद्युत गुणों का परिचय देता है एक शिक्षक के रूप में लेकिन छात्र को क्या करना चाहिए इस CO से यह बहुत स्पष्ट नहीं है एक बार फिर चीजों को देखने का शिक्षक केंद्रित तरीका किसी तरह से बहुत गहरा है और प्रत्येक संकाय सदस्य को COs लिखते समय यह त्रुटि होने की संभावना है तो अपने आप को चेतावनी देनी होगी ' सिंटेक्स निर्देशित अनुवाद और अंतर मध्यवर्ती कोड उत्पादन कोई कार्रवाई क्रिया नहीं है और विषय को सिलेबस से पुन प्रस्तुत किया जाता है ऐसे ही सिलेबस लिखा जाता है एक अभ्यास के रूप में एक ऐसे कोर्स आउटकम्स लिखें जिससे आप परिचित हैं जो सभी डूस do's और डॉनट् don't पर ध्यान देते हुए जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जांच सूची के सभी आइटम की जांच हो गई है एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने सहकर्मी के साथ संयुक्त रूप से कर सकते हैं या अन्यथा किसी और के साथ चर्चा करना आम तौर पर अच्छा होता है और हम अगली यूनिट में जो कुछ भी लिखा है उसे उचित रूप से टैग करके जारी रखेंगे और त्रुटियों को भी पहचानें यदि कोई भी सूचीबद्ध कोर्स आउटकम में है और उन्हें जांच सूची में बताए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए फिर से लिखना है इसलिए हम इस तरह के आउटकम का एक समूह देने जा रहे हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसमें त्रुटियों की पहचान करें और उन्हें पुन प्रस्तुत करें और अनुगामी इकाई में हम अपने लेखन कोर्स आउटकम के साथ जारी रखेंगे हम दिए गए CO से जुड़े कक्षा सत्रों की संख्या की पहचान करते हैं और फिर हम टैग करते हैं कोर्स आउटकम मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा PO और PSO प्राप्त किए जाने हैं इसलिए कक्षा के सत्रों की संख्या के अलावा PO PSO कॉग्निटिव स्तर ज्ञान श्रेणी को संबोधित करते हुए कोर्स आउटकम को टैग करें यही अगली इकाई का उद्देश्य होगा ध्यान देने के लिये धन्यवाद